इसलिए मेरे छात्रों ने व्यवसाय के खेल के बारे में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और फिर आपने उनके स्कोर भी देखा है उनकी भागीदारी भी और कुछ हद तक उन्होंने पाठ के सीखने के बारे में भी बात की है यदि हम ट्रेनर के बारे में बात करते हैं तो यह है कि उसे इस विशेष मॉडल में अब कैसे निष्कर्ष निकालना और समझना है हम इस बारे में बात करेंगे कि लक्ष्य क्या था हमेशा एक लक्ष्य होता है जब भी हम किसी विशेष व्यवसाय के खेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक लक्ष्य होना चाहिए और इस विशेष व्यावसायिक खेल में टीम निर्माण और संचार का एक लक्ष्य था आपने देखा होगा कि एक एक करके वे एक टीम से दूसरी टीम को निर्देश कैसे दे रहे थे आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं वे कितने प्रभावी थे हालाँकि पहली टीम में उन्हें टर्न लेना था और फिर उन्हें गेंदों को चुनना था और वह संचार अद्भुत था तो प्रतियोगिता अद्भुत थी लेकिन परिणाम अन्य टीम द्वारा हावी हो गई थी जो की अन्य कारकों के कारण हो सकता है इसलिए जब भी हम किसी विशेष व्यवसाय के खेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह व्याख्या करनी होगी कि विषय क्या था विषय था टीम की प्रभावशीलता और एक लक्ष्य था अब यहाँ यह खेल प्रशिक्षण कक्ष में ही खेला जाता है तो एक खेल मैदान भी है यह खेल बहुत आसान था आप अगर बाहर खेलना संभव न हो कमरे के भीतर भी खेल सकते हैं क्योंकि यह एक स्टूडियो था इसलिए हमने यहां खेला है लेकिन एक प्रशिक्षक इस विशेष भूमिका को प्रशिक्षण कक्ष प्रशिक्षण हॉल के बाहर खेल सकता है और फिर इस प्रशिक्षण कक्ष के बाहर मैदान या लॉन में हो सकता है तो निश्चित रूप से यह हो सकता है खेल का मैदान जहां यह ट्रेनर उन्हें ले जा सकता है और वे खेल सकते हैं फिर नियम भी हैं और इसलिए उस स्थिति में आप पाएंगे कि क्या थे इस विशेष खेल में नियम कि यह गैर मौखिक है केवल प्रतीकात्मक संकेतों का उपयोग किया जाना है और शब्द का नहीं किसी भी भाषण की अनुमति नहीं है इसलिए उस स्थिति में यह नियम था दूसरा नियम यह था कि आँखें मुड़ी हुई थीं इसलिए उस मामले में वे देखने में सक्षम नहीं थे तो किसी शरारत की आवश्यकता नहीं है फिर तीसरा यह था कि जो भी संचार है वह संचार रणनीति उन्हें पहले से तय करनी है तो नियम यह था कि हाँ कुछ समय दें ताकि गैर मौखिक संचार वे समझ सकें इसलिए ये कुछ नियम थे और उन नियमों के अनुसार उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए था फिर एक स्कोरबोर्ड है तो स्कोर पर हमने लिखा है कि प्लस पॉइंट क्या था और माइनस पॉइंट हैं और उदाहरण के लिए स्कोर क्या है जब हम गुलाबी गेंद के बारे में बात करते हैं तो गुलाबी गेंद प्लस 3 और येलो बॉल में माइनस 2 था और वाइट बॉल माइनस 1 था और इसलिए उस स्कोर को लिखा जाना है जैसा कि खिलाड़ी खेलता है उसका स्कोर लिखा जाना है ताकि आप संक्षेप में बता सकें और फिर आप घोषणा कर सकते हैं कि किस टीम ने मैच जीता है तो एक स्कोरबोर्ड है अब जीतने का इनाम भी है इसलिए कम से कम सराहना मान्यता या भागीदारी का प्रमाण पत्र यह सब वहाँ होगा तो इसलिए उस स्थिति में विजेता टीम या विजेता खिलाड़ी के लिए भी इनाम होगा तो मूल रूप से व्यावसायिक खेल का उद्देश्य क्या था इसलिए व्यावसायिक गेम का उपयोग प्रतिभागियों को उन्मुख करने और उन्हें एक संगठन के कार्यात्मक गतिशीलता के साथ परिचित करने के लिए किया जा सकता है या पहले की चर्चा से उपार्जित अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए इसलिए संगठन के समक्ष जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लिया जा सकता है यह रणनीतिक योजना हो सकती है रणनीतिक नियम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं और इस प्रकार के मुद्दों पर इस विशेष व्यवसाय खेल में चर्चा की जा सकती है प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं एक प्रबंधन गेम प्रतिभागियों को प्रबंधन सिद्धांतों से संबंधित होने में भी मदद करता है जब हम आदेश की एकता की तरह प्रबंधन के पहले सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इस मामले में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं वह विषय हम इन विशेष मुद्दों की मदद से सिखा सकते हैं कि प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं और प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन कैसे किया गया है फिर अवधारणाओं अवधारणा टीम निर्माण है इसलिए जब भी हम टीम के निर्माण के बारे में बात करते हैं टीम निर्माण में समन्वय होता है आपने इस विशेष व्यवसाय के खेल में देखा होगा यह पूरी तरह से समन्वय का खेल था और अगर कोई उचित है समन्वय है तो निश्चित रूप से टीम अधिक प्रभावी होगी तो टीम प्रभावशीलता के लिए उस आउटपुट को विकसित करने के लिए तालमेल की आवश्यकता होती है और अगर तालमेल और आउटपुट है तो निश्चित रूप से इन अवधारणाओं को विकसित किया जा सकता है ये काम करने के तरीके हैं प्रशिक्षण में इस पर चर्चा की जा रही है इसलिए काम करने के विभिन्न तरीके हैं एक है मौखिक एक है नॉन वर्बल वहां है समन्वय वहां होगा नेतृत्व टीम निर्माण होगा तो इन सभी को वास्तविक जीवन के वातावरण के प्रशिक्षण में चर्चा की जाती है अब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे अंत में हमने छात्रों से पूछा है कि वे कैसा महसूस करते हैं सीखने के सबक के बारे में और उनकी प्रतिक्रिया थी हां उन्हें लगता है कि यह एक वास्तविक जीवन का वातावरण होगा और वास्तविक जीवन के वातावरण के कारण यह व्यापार गेम विशेष रूप से बहुत उपयोगी होगा इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे व्यवसायिक खेलों से गुजर रहे हैं जो कि अधिक व्यावहारिक होंगे और इन व्यवसाय के निहितार्थ अधिक सटीक होंगे तो यह है व्यवसाय के खेल का उद्देश्य तो व्यापार के खेल की मदद से प्रतिभागियों की समझ को बढ़ाया जाता है इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन विशिष्ट संगठनात्मक समस्याओं का उपयोग किया जाता है अब अलग अलग विभाग हैं अलग अलग खंड हैं और वे विभाग या अनुभाग जब उनके पास समन्वय नहीं है तो उस स्थिति में यह बहुत उपयोगी है कि वे विशिष्ट संगठनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हैं और वे समस्याएं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की तरह होंगी विभिन्न विभागों के बीच संचार या अलग अलग विभागों की नेतृत्व शैली हालांकि नेतृत्व शैली हम भी भूमिका खेल के समय चर्चा कर रहे थे तो आवश्यकता है कार्यों की अंतर्संबंध और इस विशिष्ट संगठनात्मक समस्या की कार्यों की यह अंतर्संबंध है अर्थात् एक विभाग से दूसरे विभाग का समन्वय और एक संगठन के कुछ हिस्सों और इसके संबंध में पर्यावरण आउटपुट क्या है अगर जनशक्ति या सेवाओं के उत्पादन या परिणाम जनशक्ति द्वारा निवेश किया गया समय यदि वह प्रासंगिक नहीं बन रहा है तो कोई आउटपुट नहीं होगा इसलिए यह भी पता चलता है कि उन्होंने मैच जीता है या नहीं हां जो बेहतर समन्वय कर रहे हैं उन्होंने मैच जीत लिया है संगठन की नीति और निर्णय लेने की समस्याएं अब हम संगठन नीति के बारे में बात करेंगे और बाद में निर्णय लेना तो संगठन नीति खुली नीति है या यह बंद नीति हो सकती है तो यह औपचारिक कार्य वातावरण कार्य संस्कृति हो सकता है यह अनौपचारिक कार्य पर्यावरण और संस्कृति हो सकता है इसलिए संगठनात्मक नीति की ये समस्याएं और निर्णय लेने से काम चल सकता है यदि निर्णय लेना बहुत व्यवस्थित और सहभागी है फिर निश्चित रूप से इस प्रकार का व्यवसाय गेम हर किसी को शामिल करने में और उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद करेगा जब वे सभी को शामिल करते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं निश्चित रूप से उत्पादकता अधिक होनी चाहिए और इस विशेष मुद्दे के पीछे यही संदेश था फिर टीमवर्क मानदंड और प्रक्रियाएं जो भी टीम काम करती है वह उन सदस्यों के बीच होती है जिन्हें प्रदर्शन किया जाना है और अगर यह प्रदर्शित किया जाता है टीम वर्क का प्रदर्शन किया जाता है फिर प्रक्रिया का पालन किया जाता है इसलिए खेल में कोई धोखा नहीं होता है और फिर व्यक्ति सामान्य प्रक्रियाओं प्रशिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों या मालिकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं उन बॉस के निर्देशों को बहुत ही निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है फिर उस मामले में निश्चित रूप से कार्य प्रक्रिया होगी खेलों के आयोजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली तो इन खेलों को कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे तरीके अपनाए जाते हैं पहला निर्णय एक प्रशिक्षक को खेल की प्रकृति के बारे में बात करने के लिए कहा जाता है तो खेल की प्रकृति क्या होगी उसे तय करना है इसलिए जब भी आपको इनडोर या आउटडोर गेम चाहिए और अगर यह इनडोर गेम है तो आप कैसे खेलेंगे इसलिए इसलिए व्यापार के खेल में किसी को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि खेल की प्रकृति क्या है ट्रेनर को यह भी तय करना चाहिए कि संज्ञानात्मक संतुलन और अनुभव सीखने के लिए कार्रवाई के परिणाम और प्रवाह क्या हैं यही से इस क्रिया का प्रवाह होगा यह प्री बिजनेस गेम और बिजनेस के बाद का गेम है तथा पूर्व व्यवसाय के खेल में व्यक्ति उस विशेष नियमों और प्रक्रियाओं को अपनाने में सक्षम होता है निश्चित रूप से खेल के बाद परिणाम होने के लिए बाध्य हैं इसलिए संज्ञानात्मक संतुलन और अनुभव सीखने के लिए कार्रवाई के प्रवाह को अनियोजित किया जाएगा तो इसलिए जो भी व्यावहारिक पहलू और अनुभवात्मक सीखना जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए घटनाओं और निर्णयों का क्रम जो सामने आने की संभावना है और यह प्रतिभागी की कार्रवाई पर कैसे प्रतिक्रिया देता है इसलिए ये विशेष मुद्दे घटनाओं का क्रम और निर्णय है जो हो रहा है इसलिए अनुक्रम को एक निश्चित शैली में होना चाहिए अर्थात् प्रतिभागियों को जो भी निर्देश दिए जाते हैं उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सीक्वेंसिंग को एक के बाद एक करना पड़ता है जैसे यहाँ हमने देखा है एक चेन है और चेन में हर सदस्य को दूसरे सदस्य से संवाद करना होता है और फिर यह पता चलता है कि यह प्रतिभागी के कार्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और फिर हमें प्रतिक्रिया भी देखनी है कैसा है फीडबैक प्रतिक्रिया क्या है और प्रतिभागी के कार्यों के लिए क्या प्रतिक्रिया है क्या वे सहज हैं या वे सहज नहीं हैं इसलिए खेलों के आयोजन की रूपरेखा और कार्यप्रणाली में अगला बिंदु हैप्रशिक्षक को प्रतिभागियों के समग्र प्रोफ़ाइल को समझने के बाद व्यवसाय के खेल की प्रकृति को तय करना चाहिए अब यहाँ हम व्यापार अधिकारियों के बारे में बात करते हैं इसलिए ज्यादातर समय ये व्यावसायिक खेल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खेले जाते हैं तो प्रतिभागी या प्रशिक्षु व्यवसाय के अधिकारी हैं तो प्रशिक्षक को यह तय करना चाहिए कि व्यावसायिक खेल की प्रकृति क्या होगी मान लीजिए कि रिंग टॉस का खेल है रिंग टॉस गेम शुरुआती लोगों के लिए हो सकता है शुरुआत में ही वे कैसे निर्णय लेते हैं प्रतिभागियों के समग्र प्रोफ़ाइल को समझने के बाद तो इस विशेष खेल की तरह प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया और वे सभी थे एमबीए कोर्स से एक को छोड़कर तो इसलिए प्रतिभागियों के समग्र प्रोफ़ाइल की समझ आवश्यक है नियोजन और निर्णय लेने की गतिविधियों की संख्या अब हम निर्णय लेने और नियोजन के लिए जो भी गतिविधियाँ कर रहे हैं उन गतिविधियों को एक खेल में उपलब्ध होना चाहिएटीमों को एक संगठन के कामकाज को स्थापित करने और उसकी गतिशीलता की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन करने के लिए उचित अवसर प्रस्तुत करना चाहिए इसलिए जब तक और किसी खेल में ये विशेष गतिविधियां उपलब्ध नहीं होती हैं तब तक यह उचित अवसरों के साथ मौजूद होना चाहिए यदि टीमों के लिए उचित अवसर हैं तो निश्चित रूप से वे एक संगठन के कामकाज की स्थापना करेंगे और एक संगठन का यह कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि टीम के सदस्य कितने प्रभावी और प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक उचित समन्वय है और इसलिए ये समन्वय की विभिन्न रेंज हैं जैसे हमने नेता से लेकर प्रथम व्यक्ति पहले व्यक्ति से दूसरे दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे व्यक्ति को देखा है और फिर अगर यह क्रम है तो इसकी गतिशीलता की पूरी श्रृंखला टीम के प्रभाव को दिखाना चाहिए और टीम के निर्माण की प्रभावशीलता केवल तभी संभव है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे कैसे काम कर रहे हैं अगर वे काम कर रहे हैं और वे पूरी श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से वे सफल होते हैं उपलब्ध समय टीमों के लिए निर्णय लेने के लिए उपलब्ध समय सामान्य रूप से खेल की जटिलता से संबंधित है अब यहाँ हमने उन्हें कम समय दिया है क्योंकि ऐसी कोई जटिलता नहीं थी वे छात्र थे जो कुछ भी बताया गया है उन्हें प्रदर्शित करना सीखना होगा इसलिए यह विशेष खेल सहज खेल के रूप में आसान हो रहा था और साथ ही वे खेल सकते हैं हम निर्देश दे रहे हैं हालाँकि दोनों टीमों ने ट्रायल के लिए कहा है और ट्रायल दिया गया है लेकिन ट्रायल देने के लिए लंबे समय की आवश्यकता नहीं है और परीक्षणों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें खेल की जटिलता ज्ञात है क्योंकि अधिकांश प्रतिभागी देख नहीं पा रहे हैं इसलिए उस स्थिति में जटिलता है लेकिन उस जटिलता के साथ कैसे संवाद करें यही उन्हें सीखना होगा समस्या की प्रकृति से वे निपटने की उम्मीद करते हैं और स्वाभाविक रूप से यह समस्या होगी जब आँखें बंद हो जाती हैं और फिर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है तो उनसे उस विशेष स्थिति से निपटने की उम्मीद की जाती है इस तरह से वे प्रदर्शन करेंगे व्यवसाय के खेल की प्रकृति से परिचित होने के बाद ट्रेनर को तय करना चाहिए समय अनुसूची इसलिए यहां प्रत्येक टीम के लिए 10 मिनट का समय दिया गया और जब वे खेले और जब गुलाबी गेंदें खत्म हो गईं तो उन्होंने कहा हां हमारा समय समाप्त हो गया है और अब हम यहां रुकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस मामले में आप पाएंगे कि हां अब गुलाबी गेंदें नहीं हैं इसलिए खेल जारी रखने का कोई मतलब नहीं था और फिर मुझे रुकना होगा इसलिए हमेशा व्यापार के खेल में क्या समय आप दे रहे हैं और विशेष समय क्षेत्र का पालन करना महत्वपूर्ण है और फिर अगर यह शेड्यूल के भीतर है तो खेल सफल है व्यवसाय के खेल की प्रकृति से परिचित होने के बाद प्रशिक्षक को यह तय करना चाहिए कि दोनों टीमों के अनुसार कार्यक्रम क्या होना चाहिए दोनों टीमों को प्रत्येक में 10 मिनट का समय दिया गया और दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और समय का सदुपयोग किया और फिर मैंने गेंद को उठाया इसलिए समय के भीतर वह खेल हुआ खेलों के आयोजन के लिए एक और बिंदु सामग्री एकत्र या तैयार किया जाना चाहिए यहाँ के लिए गेंदों को तैयार किया गया था और वे गेंदों को इकट्ठा करने वाले थे कमरे का लेआउट यहाँ जो भी लेआउट है उनके लिए आरामदायक था क्योंकि वे केवल इस लेआउट में खेलने वाले थे और दूसरा और और अन्य भौतिक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए इसलिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग की आवश्यकता थी इसलिए रिकॉर्डिंग की भी सुविधा थी और इसलिए आप पाएंगे कि यदि हम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और जब हम रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग उपकरण वहां तैयार हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यहां उपयोग की जाने वाली शर्तें और भाषा उसी तरह होनी चाहिए जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य मॉड्यूल से निपटने में उपयोग की जाती है तो यह एक व्यवसायिक खेल है यह व्याख्यान नहीं है बल्कि शब्दावली और सामग्री जो हम अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग करने वाले थे उसी का उपयोग व्यावसायिक खेल के दौरान भी किया जाना है इसलिए यह हल्का तरीका नहीं है कि खेल के दौरान किसी को इसे कम करना होगा लेकिन यह सच नहीं है और उसे व्यवसाय के खेल के साथ जारी रखना होगा अन्यथा प्रतिभागी भ्रमित हो जाएंगे इसलिए यदि मामले में अन्य मॉड्यूल के साथ काम करना अधिक गंभीर है और व्यवसाय के खेल के मामले में व्यक्ति उस व्यवसाय के खेल को उद्देश्य से नहीं ले रहा है तो निश्चित रूप से प्रतिभागी भ्रमित हो जाएगा इसलिए यह एक व्यवसायिक खेल है लेकिन एक उद्देश्य है एक संचार है एक है संदेश उस विशेष व्यावसायिक खेल के पीछे एक सैद्धांतिक अवधारणा है ऐसा है और इसीलिए संवाद करना होगा अब खेल के संचालन के दौरान परिचय और ब्रीफिंग तो अगर आपको याद हो तो पहले मॉड्यूल में मैंने व्यावसायिक गेम के बारे में बात की है कि वे कैसे डिब्रीफिंग करने जा रहे हैं और डीब्रीफिंग कैसे विशेष गेम खेलने के लिए प्रेरित करेगा इसलिए ब्रीफिंग की शुरूआत इस हिस्से को कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी तरह से प्रतिभागियों ने खेल और इसकी गतिशीलता को आत्मसात किया इसलिए प्रतिभागियों प्रशिक्षुओं को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वे व्यवसाय के खेल को समझ सकें कि आप क्या प्रदर्शन करने जा रहे हैं इसलिए अगर पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है तो वे भ्रमित हो सकते हैं डीब्रीफिंग की इस प्रक्रिया के दौरान वे स्पष्ट होना भी सीख सकते हैं तो वे समझा सकते हैं अगर वहाँ सवाल हैं वे सवाल पूछ सकते हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए बस उन्हें प्रदर्शन करना है गेम ब्रीफिंग उनसे की जाएगी वे सवाल पूछ सकते हैं फिर से ट्रेनर स्पष्ट दिशानिर्देश बनाएगा वह नियम के बारे में बताएगा वह खेल के उद्देश्य के बारे में बात करेगा वह इस बारे में बात करेगा कि क्या क्यों कैसे और कहाँ उन्हें प्रदर्शित करना है और फिर प्रशिक्षुओं को बहुत स्पष्ट होना चाहिए जानकारी ढूढ़ो उस विशेष खेल के लिए जो भी जानकारी की आवश्यकता है उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए विश्लेषण का संचालन करें और फिर खेल के अंत में आपने देखा होगा कि मैंने उनसे पूछा है आपने क्या सीखा है इसलिए विश्लेषण किया जाना है चर्चा करें दूसरों के साथ सहयोग करें यही काम ह वे दूसरों के साथ कर रहे हैं योजना रणनीति तथा एक्शन स्टेप्स प्रतिक्रिया का उपयोग और टीम वर्क की अवधारणा का पता लगाएं इसलिए हमें रणनीतियों की योजना बनानी होगी यही रणनीति होगी उदाहरण के लिए यहाँ है टीम बनाने की रणनीति तो वह करना है और एक्शन स्टेप्स फीडबैक का उपयोग करें और एक्सप्लोर करें और जो भी प्रतिक्रिया हमें मिलती है और जो भी टीमवर्क की अवधारणा का पता लगाता है उसके आधार पर कार्रवाई चरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है तो मान लीजिए कि प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया है और उन्होंने फीडबैक दिया है और इसे संप्रेषित किया जाना है परिचय में एक संक्षिप्त विवरण शामिल होना चाहिए कि यह विशेष खेल क्यों चुन लिया गया क्योंकि यह विशेष खेल एकीकरण के बारे में बात कर रहा था यह बात कर रहा था कि संचार कैसे भूमिका निभाता है यह टीम के निर्माण के बारे में बात कर रहा था यह बात कर रहा था कि नेता की भूमिका क्या है जो पीछे है ठीक है इसलिए यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी संदेश जो हम प्रशिक्षुओं को देना चाहते थे इस विशेष खेल में सभी कार्यों का प्रदर्शन किया गया है यही कारण है कि इस विशेष खेल को चुना गया है उद्देश्य क्या हैं और यह अन्य सिद्धांतों से कैसे संबंधित है इसलिए अन्य सिद्धांत हैं टीम निर्माण और नेतृत्व जैसे रोल प्ले में मैं बात करूंगा लीडरशिप की इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य प्रबंधन के मुख्य कार्यों और प्रबंधन के सिद्धांत से कैसे जुड़े हैं जब हम बात करते हैं प्रबंधन के सिद्धांत तो मूल रूप से व्यवहार विज्ञान इसलिए व्यवहार विज्ञान में हम नेतृत्व के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं और नेतृत्व सिद्धांत हैं इस विशेष व्यवसाय के खेल पर आधारित है टीम निर्माण और नेतृत्व तो ये मॉडल या समग्र डिजाइन में प्रस्तुत पद्धति उन्हें समझना और पालन करना होगा इसलिए प्रतिभागियों के बीच रुचि सबसे बड़ी भागीदारी और आनंद उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण हैक्या आवश्यक है उन्हें उस विशेष खेल में शामिल होना चाहिए इसलिए खेल को बहुत दिलचस्प होना चाहिए और फिर उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वे जीतते हैं या हारते हैं बल्कि उनकी भागीदारी और प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है केवल वही आनंद देगा क्योंकि जब भी हम आनंद के बारे में बात करते हैं जब तक भागीदारी नहीं होती है जब तक कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है तब तक प्रतिभागी शामिल नहीं होंगे और जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए विशेष रूप से इस खेल प्रदर्शन में करना मुश्किल होगा इस मामले के अध्ययन और व्याख्यानों की अपेक्षा व्यवसायिक खेल का संचालन करते हुए एक प्रशिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है व्यवसाय खेल का संचालन करते समय एक ट्रेनर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है इसलिए यह केवल व्यापार के खेल के समय तभी संभव होगा जब वे पूरी तरह से शामिल हों और उस विशेष भूमिका के साथ तल्लीन हों जो वे एक खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं और फिर उन्हें खेल जीतने के बारे में सोचना होगा अगर वे खेल जीतने के बारे में सोचते हैं तो केवल उसी मामला में वे सफल होंगे इसलिए सफल होने के लिए ठीक से प्रतिभागी को खेल को समझना चाहिए इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि वे खेल खत्म करें और खेल शुरू करें वे सीखें कि उन्हें कैसे अंडरवे में जाना चाहिए और फिर उसी के अनुसार वे तय करेंगे कि किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाना है अब यहाँ ट्रेनर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यानी ट्रेनर भी पूरी तरह से विभिन्न पहलुओं से परिचित होना चाहिए व्यवसाय के खेल में विभिन्न पहलू हैं सीधी स्थिति संघर्ष की स्थिति हो सकती है बुनियादी ढांचे की समस्या हो सकती है सहायक समस्या हो सकती है स्वीकृति की समस्या हो सकती है इसलिए विभिन्न मुद्दे हैं और उन्हें चर्चा करनी है और इन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उन्हें स्थितियों पर विचार करना होगा विभिन्न परिस्थितियाँ क्या हैं यदि अलग अलग स्थितियां हैं तो वे इस विशेष गेम के साथ जा सकेंगे और वे यह जान पाएंगे कि यदि स्थिति बदल जाती है जैसे कि इस खेल में जब अंतिम व्यक्ति पहले व्यक्ति से बात कर रहा होता है और तब पहला व्यक्ति को सही संदेश नहीं मिल रहा है तब स्थिति क्या होगी और किसी दिए गए स्थिति में एक नेता क्या करता है टीम का सदस्य क्या करता है और फिर वह स्थिति को कैसे संभालता है तो टीम के कई सदस्य नाराज हो रहे हैं टीम के कई सदस्य या नेता परेशान हो रहे हैं कि वे जीते नहीं हैं या अंतिम सदस्य से लेकर पहले सदस्य तक कोई उचित संचार नहीं है जिससे बचना है यदि वह स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें समझना होगा क्योंकि प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं के पास अलग अलग पहलू हैं और प्रशिक्षुओं को विशेष रूप से सीखना है कि उस संदर्भ में उन्हें क्या संदेश देना है इसलिए यदि वे स्थिति को समझते हैं तो वे समझेंगे लेकिन यदि वे स्थिति को समझने में असफल हो रहे हैं तो निर्णय पूरी तरह से अलग होंगे जैसे वे किन बाधाओं के तहत काम कर रहे हैं और उस दिक्कतों के कारण अगर वे काम कर रहे हैं तब उन्हें उन बाधाओं को दूर करने के लिए समझना होगा और प्रयास करना होगा यदि उन बाधाओं को दूर करना संभव नहीं है तो निश्चित रूप से यह संभव है कि वे परेशान हों तो क्या महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण है बाधाओं को समझना हर खेल हर स्थिति दी गई स्थिति के अधीन है और अगर कोई दी गई समझ और दी गई बाधाएं हैं तो निश्चित रूप से ट्रेनर को बहुत कुशलता से उन बाधाओं को संभालना होगा यह किसी भी स्थिति से तुरंत निपटने के लिए ट्रेनर को लैस करेगा यदि प्रशिक्षक पहले से ही जानता है यह स्थिति है और कोई समर्थन नहीं हो सकता है या चुनौतियां हो सकती हैं तो वह किसी भी स्थिति से तुरंत निपटने के लिए और भागीदार के प्रश्नों का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षक होगा इसलिए यदि वह किसी दिए गए स्थिति में भागीदार के प्रश्नों का जवाब देता है तो वह पहले से ही अच्छी तरह से ज्ञात है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी अंत में हम खेल का मूल्यांकन करने के लिए आएंगे एक बार अभ्यास समाप्त हो जाने के बाद प्रतिभागी अन्य टीमों द्वारा उनके कार्यों और निर्णयों को कैसे माना जाता है और खेल पर उनके प्रभाव के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं आपने खेल के अंत में देखा होगा मैंने उनसे प्रतिक्रिया पूछा है मैंने विशेष रूप से नेता और पहले सदस्य से पूछा है कि कौन गेंद उठा रहा था उनके अनुभव क्या हैं और इसलिए इस अभ्यास के समाप्त होते ही प्रतिभागी यह पता लगाने के इच्छुक हैं कि उनकी कार्रवाई कैसी थी क्या सही रहा क्या गड़बड़ हो गया और इसलिए ट्रेनर को उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया देनी चाहिए तत्काल प्रतिक्रिया दी जानी है कि क्या उन्होंने अच्छा खेला है या उन्होंने अच्छा नहीं खेला है और खेल पर उनके प्रभाव के फैसले अन्य टीमों द्वारा माना जाना था और इसी तरह एक और टीम भी थी और इसलिए जो भी निर्णय उन्होंने अन्य टीमों द्वारा उन निर्णयों को कैसे माना है और खेल पर उनका क्या प्रभाव था यह देखा जाना है यदि आप इस विशेष परिदृश्य से जाते हैं तो आप पाएंगे कि खेल का विकास अधिक से अधिक फायदेमंद हो जाता है और इसे और अधिक लाभकारी बनाने के लिए हमें लगातार क्रियाओं और उनके निर्णयों का अभ्यास करना होगा जिन्हें अन्य सदस्यों द्वारा माना जाता है जिन्हें ध्यान में रखना होगा दूसरा बिंदु एक मूल्यांकन सत्र उपयोगी रूप से प्रतिभागियों को अपनी प्रतिक्रिया साझा करने का अवसर देकर शुरू हो सकता है जो हमने पूछा है यानी उनकी प्रतिक्रिया क्या है वे किस स्थिति में समझ गए हैं उनके साथ क्या गलत हुआ है या विजेता टीम वहां है उनके साथ क्या सही हुआ या यहां तक कि वे हार गए हैं लेकिन क्या ताकत हैं और क्या कमजोरियां हैं जिसे देखना है इसलिए उस स्थिति में प्रतिक्रियाओं अनुभव और उनके समूहों और इतने पर क्या हुआ के बारे में उनकी भावना होगी इसलिए उनकी प्रतिक्रियाओं को साझा करें जो एक महत्वपूर्ण सत्र बन रहा है ट्रेनर द्वारा एक सत्र का संचालन उनके खेलने के दौरान किसी दिए गए स्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया पूछकर किया जाता है और यदि उन्होंने खेला है तो उन्होंने क्या महसूस किया है और फिर उन स्थितियों को संभालना होगा और संवाद करना होगा कि अगर यह गलत हो रहा था तो आप क्या कर सकते थे और इस तरह स्थिति को संभाला जाएगा प्रत्येक टीम को समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जा सकता है अपने काम के अंतिम परिणाम अपने लिए निर्धारित नीतियों और उद्देश्यों के प्रकाश में इसलिए 2 टीमें थीं इसलिए प्रत्येक टीम को अपने काम के अंतिम परिणामों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जा सकता है इसलिए हमने आमंत्रित किया है और हमने उनसे पूछा यदि यह स्कोर है तो आपकी राय क्या है आप उस विशेष स्कोर को कैसे देखते हैं और इस विशेष स्कोर के लिए उनकी रणनीति क्या है नीतियों और उद्देश्यों के मद्देनजर जो उनके पास है वे इस सुझाव के साथ आ सकते हैं कि यह विशेष नीति उतनी मददगार नहीं थी इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है तो फिर उन फीडबैक को लिया जाना चाहिए और फिर शीर्ष प्रबंधन को सूचित किया जाएगा और फिर उसके अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है जब स्वयं के लिए निर्धारित उद्देश्य होते हैं तो हमें विचार करना होगा कि उन्हें कैसे माना जाना चाहिए अब जहां भी संभव हो वास्तविक मुद्दों के साथ तुलना जैसे कि मुद्दे चर्चा में आते हैं तो अगर व्यापार के खेल और कार्यस्थल पर वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं तो वे कैसे संभालेंगे इसलिए अगर गलतफहमी है तो वे कैसे लेंगे सुधारात्मक संचार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संचार और फिर इस प्रकार की वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ जो उनके कार्यस्थल पर उनकी चर्चा के लिए मुद्दों की सहायता करेंगी चर्चा का एक अन्य क्षेत्र कार्य संगठन के भीतर व्यवहार का पैटर्न होगा और एक संगठन की स्थापना में टीम की कठिनाइयों और फिर वे यह पता लगा सकते हैं कि वे एक समन्वित निर्णय तक पहुंचने वाली टीम को कैसे विकसित करने जा रहे हैं सही समय पर एक समन्वय विकसित कर रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल की समस्या और जिम्मेदारी जिसे हल किया जाना है इसलिए अगर सही व्यक्ति को सही प्रतिनिधिमंडल दिया जाता है तो निश्चित रूप से टीम का निर्माण अधिक होगा और कम समस्याएं होंगी अंत में प्रशिक्षक को यह पुष्टि करनी चाहिए कि प्रतिभागियों ने अनुभव से क्या सीखा या अन सीखा है और और कैसा प्रक्रिया में विवरण और जो उन्होंने उम्मीद की है उससे अलग है इसलिए खेल से उनकी अपेक्षाएँ और फिर वे उस विशेष स्कोर को क्यों नहीं प्राप्त कर सके या उन्हें वह विशेष स्कोर मिला है क्यों उन्हें वह विशेष स्कोर मिला है इसलिए इन सभी मुद्दों पर उनके साथ खेल के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी और फिर उसी के आधार पर ट्रेनर सीखने के पाठ को डिजाइन कर सकते हैं तो यह सब व्यवसाय के खेल के उपयोग के बारे में है और उन्हें प्रभावी ढंग से व्यवसायिक खेल खेलने के लिए कैसे बनाया जाता है और हम व्यापार के खेल को कैसे समाप्त कर सकते हैं और व्यवसाय के खेल से प्राप्त होने वाले लाभ क्या हो सकते हैं और फिर व्यवसाय के खेल से takeaways क्या हैं